सभी को नमस्कार कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसे आणविक मॉडलिंग कहा जाता है आणविक मॉडलिंग में अणु के 3 आयामी संरचना को मॉडलिंग करना शामिल है क्योंकि अंततः अणु की एक विशेष confirmation होती है जब वह जाता है और प्रोटीन को बांधता है इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि कैसे और कैसे अणु ऊर्जा के आधार पर विभिन्न प्रकार की पुष्टि प्राप्त करते हैं तो 2 दृष्टिकोण हैं जिनके द्वारा हम दवा डिजाइन कर सकते हैं एक को संरचना या लिगैंड आधारित डिजाइन कहा जाता है इसका मतलब है कि दवा संरचना के आधार पर लिगैंड संरचना के आधार पर दूसरे को लक्ष्य आधारित डिजाइन कहा जाता है जिसका अर्थ है लक्ष्य प्रोटीन है जहां दवा जाएगी और बंध जाएगी इसलिए मैं लक्ष्य संरचना के आधार पर अणुओं को डिजाइन करूंगा इसलिए यह दवा संरचना पर आधारित है जिसका अर्थ है कि मुझे किसी भी ज्ञान मेरे लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है जबकि यह लक्ष्य 3 आयामी सक्रिय साइट पर आधारित है तो 2 अलग दृष्टिकोण यह संरचना ligand आधारित डिजाइन कहा जाता है प्राचीन दिनों में आपके लक्ष्य की 3 आयामी संरचना प्राप्त करने के बारे में कोई ज्ञान नहीं था क्योंकि x ray crystallography proteomics नहीं था इसलिए आम तौर पर विभिन्न यौगिकों का परीक्षण किया गया और उन्होंने कुछ यौगिकों को बहुत सक्रिय पाया फिर उन्होंने समान संरचना वाले यौगिकों को डिजाइन करना शुरू किया 3 प्रोटीन की आयामी संरचना ज्ञात नहीं थी इसलिए यह मुख्य रूप से लिगैंड आधारित ligand based approach or structure based approach लेकिन proteomics x ray crystallography LCMS 2D gel आदि के क्षेत्र में विकसित अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के साथ देर से बंद लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण बहुत ही फैशनेबल या महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि प्रोटीन या एंजाइम कौन सा लक्ष्य है एक दवा डिजाइन करके रोकना इसलिए सभी दवाओं को इस आधार पर डिजाइन किया जाने लगा आप दोनों को जोड़ भी सकते हैं हम लिगैंड आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके कुछ स्क्रीनिंग कर सकते हैं और फिर हम लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण पर शिफ्ट हो जाते हैं लिगैंड आधारित दृष्टिकोण में इसलिए मैं कुछ संरचनाओं को जानता हूं मैं कुछ सक्रिय यौगिकों की रासायनिक संरचनाओं को जानता हूं हम इसे सीसा या हिट कहते हैं और फिर इसलिए मैं ज्ञात बायोएक्टिविटी के साथ नए एनालॉग्स को डिजाइन करता हूं फिर आप मात्रात्मक संरचना गतिविधि को संबंध करते हैं इसका मतलब है कि गतिविधि के लिए आवश्यक संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं या मैं एक फार्माकोफ़ोर मॉडलिंग नामक कुछ करता हूं जिसका अर्थ है कि मुझे पता है कि कुछ गतिविधि के लिए जिम्मेदार कार्यात्मक समूह क्या हैं इसलिए मैं इन सभी को बनाए रखने की कोशिश करता हूं इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यात्मक गुणों को बरकरार रखते हुए नए अणुओं को डिजाइन करता हूं मैं संरचना गतिविधि संबंध डिजाइन करता हूं फिर निश्चित रूप से बाद में मैं दवा drug likeness Lipinski's rule ADME property इन सभी को अणु को छोटा करने के लिए उपयोग करता हूं इसे लिगैंड आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है इसलिए पिछले कई वर्गों में हमने इनमें से कुछ चीजों को सही से देखा Lipinski's के आधार पर स्क्रीन कैसे करें drug likeness पर आधारित स्क्रीन कैसे करें और फिर आप संरचनात्मक समानता की पहचान कैसे करते हैं लेकिन हम बाद में QSAR पर विचार विमर्श कर रहे हैं यह मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध है अन्य फार्माकोफोर आधारित दृष्टिकोण है इसलिए इसे लिगैंड आधारित डिजाइन कहा जाता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मुझे लक्ष्य प्रोटीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है जिसमें विशेष लिगंड जो यहां मिला है वह बांधने वाला है इसके बारे में बिलकुल भी ज्ञान नहीं है अब दूसरे दृष्टिकोण को लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है इसका मतलब है कि मुझे लक्ष्य के 3 dimensional structure के बारे में कुछ ज्ञान है इसलिए मैं अणुओं को डिजाइन करता हूं ताकि वे लक्ष्य में बहुत प्रभावी ढंग से जाएं और बांधें अमीनो एसिड के साथ होती है इसलिए इसे लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है तो इसमें क्या शामिल है इसमें कई चीजें शामिल हैं पहले मुझे mechanism of action को जानने की आवश्यकता है इसका मतलब है मुझे यह जानना होगा कि दवा कैसे जाती है और कार्य करती है विभिन्न रास्ते क्या हैं विभिन्न एंजाइम क्या हैं और सभी शामिल हैं फिर वहां से मैं एक लक्ष्य की पहचान करता हूं इसलिए मैं कहूंगा कि कई एंजाइम हो सकते हैं एक ही लक्ष्य पर निर्णय ले वह है लक्ष्य की पहचान करना अब लक्ष्य की को जानता हूं या मुझे लक्ष्य की 3 डी संरचना नहीं पता है उदाहरण के लिए यदि आप सूजन का उदाहरण लेते हैं तो cyclooxygenase 2जैसे एंजाइम होते हैं जो कुछ सूजन को रोकने के लिए बाधित होते हैं आपके पास कुछ स्तनधारियों के लिए साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 की 3 आयामी संरचना हो सकती है लेकिन मानव के लिए नहीं ताकि इस तरह की स्थिति हो सके इसलिए मेरे पास मानव के लिए विवरण नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ जानवरों के लिए हो सकता है इसलिए अगर मेरे पास इन एंजाइमों की 3 dimensional का विवरण है 3 आयामी संरचना को जाना जाता है PDB प्रोटीन डेटा बैंक नामक डेटाबेस होता है इसमें बड़ी संख्या में प्रोटीन की 3 dimensional होती है तो आप उस विशेष डेटाबेस पर जाएं और देखें कि आपकी interest का प्रोटीन है या नहीं तो interest ज्ञात है हम क्या करते हैं यह बहुत सरल है इसलिए सक्रिय साइट की पहचान करनी होगी जैसे अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो दवा सक्रिय साइट पर जाती है इसलिए मुझे सक्रिय साइट के बारे में कुछ पता होना चाहिए या तो literature से मैं सक्रिय साइट को जानूंगा या जब वे crystalize करेंगे और प्रोटीन की 3 dimensional structure देखगे तो क्रिस्टलीकरण के दौरान उनके पास पहले से ही कुछ यौगिक या लिगैंड हो सकते हैं इसलिए इस पर विचार करूंगा कि यह मेरी सक्रिय साइट है अन्यथा यह एक जटिल प्रक्रिया है या तो मैं literature अनुसंधान करता हूं और यह पता करता हूं कि प्रोटीन में विभिन्न साइटों को निर्धारित किया जा सके कि सक्रिय साइट क्या होनी चाहिए कल्पना कीजिए अगर सक्रिय साइट को पता है कि मैं क्या करूं तो क्या मैं लिगंड को विशेष प्रोटीन से बांधता हूं और मैं देखता हूं कि binding energy क्या है इसे binding energy BE कहा जाता है इसलिए binding energy के आधार पर मैं कहूंगा कि इंटरैक्शन बहुत अच्छा है या खराब है इसलिए 3 dimensional structure के आधार पर सक्रिय साइट के आधार पर मैं लिगैंड को प्रोटीन binding और binding energy की गणना करूंगा और मैं कहूंगा कि यदि binding energy अत्यधिक Negative है तो यह बहुत अच्छा है यदि binding energy खराब है तो मैं कहूंगा कि binding उत्कृष्ट नहीं है इस मार्ग को यदि 3 dimensional structure of the protein जानता हूं मान लीजिए कि मुझे प्रोटीन की 3 dimensional structure के बारे में पता नहीं है उदाहरण के लिए मेरे पास मानव के लिए cyclooxygenase 2 एंजाइम की 3 dimensional structure नहीं है लेकिन मेरे पास माउस या चूहे के लिए हो सकता है तब मैं homology modelling करता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है मैं प्रदर्शन करता हूं इसलिए मैं प्रोटीन का primary sequence data पीडीबी के अन्य प्रोटीनों के साथ तुलना करूंगा अगर कुछ समानता है तो मैं उस प्रोटीन को लेता हूं और मैं अपने टेम्पलेट के रूप में उस प्रोटीन का उपयोग करके एक होमोलॉजी मॉडल विकसित करता हूं इसका मतलब है कि मैं दूसरे प्रोटीन के 3 आयामी संरचना के आधार पर अपनी रुचि के प्रोटीन की 3 dimensional structure का निर्माण करता हूं जो अनुक्रम में समान है अनुक्रम में 30 35 समानता है एक बार जब मैं यहां आऊंगा तो मैं सक्रिय साइट को देखूंगा मैं इस तस्वीर की तरह active site पर फैसला करता हूं और फिर मैं अपने लिगैंड को प्रोटीन से बांधूंगा मुझे पता है कि binding energy क्या है इसलिए क्या binding energy बहुत अच्छी है या बाध्यकारी ऊर्जा खराब है यदि binding energy बहुत अच्छी है तो मैं कहूंगा कि लिगैंड में उच्च गतिविधि हो सकती है और इसके विपरीत यह एक लक्ष्य आधारित डिजाइन हैं ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं एक को संरचना और लिगैंड आधारित डिजाइन कहा जाता है दूसरे को लक्ष्य आधारित डिजाइन कहा जाता है संरचना आधारित या लिगैंड आधारित डिजाइन अपने लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए अणुओं को जिन्हें किसी विशेष बीमारी के लिए अच्छी गतिविधि दिखाई है एनालॉग्स ज्ञात एनालॉग्स विकसित करूंगा उनका संश्लेषण कर in vitro activity test कर सकता हू मैं एक मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध विकसित कर सकता हूं या मैं एक फार्माकोफोर मॉडल भी विकसित कर सकता हूं और इसी तरह मैं नई संरचनाओं के साथ आता हूं और फिर मैं निश्चित रूप से Lipinski's rule drug likeness rules ADME rules का उपयोग करूंगा जो हमने पिछले कई classes और संभावित यौगिकों को shortlist में देखे हैं ताकि संरचना आधारित कार्य कैसे हो जबकि लक्ष्य पर आधारित या तो लक्ष्य 3 dimensional structure के रूप में पता है या नहीं पता है अगर मुझे लक्ष्य की 3 आयामी संरचना पता है अगर मुझे सक्रिय साइट पता है तो मैं कई लिगेंड को बांधता हूं और बाध्यकारी ऊर्जा की गणना करता हूं और फिर मैं binding energy versus activity को सहसंबंधित करूंगा इसलिए यदि binding बहुत अच्छा है मैं कहूंगा कि इसमें अच्छी गतिविधि होगी अगर binding खराब है तो मैं कहूंगा कि यह खराब गतिविधि होगी इसलिए यदि मेरी रुचि के प्रोटीन की 3 dimensional structure नहीं है लेकिन इसी तरह की protein structure उपलब्ध है जैसा मैंने कहा मानव के लिए मेरे पास उस प्रोटीन की 3D structure नहीं हो सकती है लेकिन मैं एक homology model करता हूं मेरे पास 3D structure का एनालॉग हो सकता है चूहा इसका मतलब है मैं उस प्रोटीन के टेम्पलेट का उपयोग करके अपनी रुचि के 3 डी प्रोटीन का निर्माण करूंगा जिसे homology model कहा जाता है एक बार जब मैं ऐसा करता हूं तो फिर से इसे एक मॉडलिंग प्रोटीन कहा जाता है फिर मैं अपने अणुओं को बांधूंगा और फिर देखूंगा कि binding energy गतिविधि के साथ कैसे संबंधित है हम इन संरचना आधारित दृष्टिकोण और लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण दोनों को आपके संभावित उम्मीदवारों के साथ आने के लिए भी जोड़ सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि यह अगली स्लाइड में कैसा है यहाँ इस विशेष चित्र से पता चलता है कि हम in vitro की जानकारी में बहुत सारे in silico को कैसे जोड़ सकते हैं इसलिए कल्पना कीजिए कि Zinc and drug DB जैसे बाहरी डेटाबेस के आधार पर मेरे पास बहुत सारी संरचनाएं हैं मैंने आपको कई अलग अलग डेटा वाले इनडोर डेटाबेस दिखाए एक फार्मा कंपनी के रूप में मेरे पास शायद लाखों कंपाउंड्स की संरचनाएं हैं मैं शायद अन्य सहयोगियों या विक्रेताओं से भुगतान आधार डेटाबेस पर प्राप्त करूंगा तो हम इन सभी लाखों अणुओं को देखना शुरू कर देंगे हम क्या करते हैं एक संरचना गतिविधि संबंध आधारित जांच विकसित कर सकते हैं इसलिए हम देखेंगे कि कौन सी संरचनात्मक विशेषताएं हैं जो गतिविधि देती हैं इसलिए हम उन यौगिकों की neglect करेंगे जिनमें उन संरचनात्मक विशेषताएं नहीं हैं कम संख्या में यौगिक ले सकते हैं उसके बाद अगर मुझे लक्ष्य पता है तो मैं सभी अणुओं को target से binding कर सकते हैं और वह target binding है और देखें कि कौन से अणु अच्छी तरह से बंधते हैं जो बांधता नहीं है इसलिए हम उन्हें लेंगे जो बहुत अच्छी तरह से बांधते हैं फिर हम लिपिंस्की नियम 5 विषाक्तता नियम ADME drug likeness नियम लागू करेंगे और फिर उन यौगिकों को हटाते रहेंगे जो संतुष्ट नहीं लगते हैं और अंत में शायद 100 अणुओं के साथ आते हैं इसलिए हम लाखों के साथ शुरू कर सकते हैं फिर संरचना गतिविधि आधारित संबंध के साथ हम कुछ को समाप्त कर देंगे हम कुछ और को समाप्त कर देंगे उसके बाद Lipinski's rule toxicity rule ADME नियम drug likeness rules BBB PgP hERG biotransformation stability protein plasma binding इतने सारे अलग अलग नियम लागू करें और फिर उसके बाद 100छोटी संख्या बचे हम एक उच्च थ्रूपुट स्क्रीनिंग कर सकते हैं हमें सबसे अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे हम इसे हिट्स कहेंगे फिर हम पशु मॉडल में जा सकते हैं फिर हम मानव परीक्षणों में जा सकते हैं तो यह है कि हम इन विट्रो में इन विवो प्रीक्लिनिकल स्टडी के साथ सिलिको तकनीकों को कैसे जोड़ सकते हैं इसलिए हमें शुरू में बहुत सारे literature data की आवश्यकता है हमें स्क्रीनिंग शुरू करने के लिए शुरू में बहुत सारे डेटाबेस की आवश्यकता है इसलिए जब हम सिलिको विधियों में उपयोग करेंगे तो लाखों अणुओं का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमें इस काम को करने के लिए बस एक कम्प्यूटेशनल संसाधन की आवश्यकता है जबकि वास्तविक प्रायोगिक यहां से शुरू हो सकता है बहुत कम है जबकि ये कम्प्यूटेशनल उपकरण हैं इसलिए हम लाखों अणुओं के साथ शुरू कर सकते हैं और विभिन्न नियमों को लागू कर सकते हैं विभिन्न तकनीकों को शायद अतिरिक्त या 100 के दशक के लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं अतः आणविक दृश्य के लिए इस क्षेत्र में कंप्यूटर अत्यंत उपयोगी हैं हम अणुओं को देख सकते हैं संरचनाएं बना सकते हैं वे कैसे दिखते हैं हम देख सकते हैं कि कैसे अणु की ऊर्जा उनके विरूपण के आधार पर बदलती है हम न्यूनतम ऊर्जा संकेंद्रण का निर्धारण कर सकते हैं जैसा कि हम इसे कहते हैं इसे न्यूनतम ऊर्जा संचलन कहा जाता है और फिर बायोएक्टिव संवहन क्या है इसका मतलब है कि संकेंद्रण जो आपको बायोएक्टिविटी देता है हम 3 आयामी फार्माकोफोर generation को देख सकते हैं हम अणुओं की 3 डी संरचना प्राप्त कर सकते हैं और फिर हम कह सकते हैं कि ये कार्यात्मक समूह महत्वपूर्ण फार्माकोफोर हैं तब हम आणविक नकल कर सकते हैं हम अणुओं को संरेखित कर सकते हैं मान लीजिए कि 20 अणु हैं जिन्हें मैंने अच्छी गतिविधि दिखाई है हम उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि समानता क्या है हम उनकी भौतिक रासायनिक विशेषताओं जैसे electrostatic potential polar surface area तुलना कर सकते हैं और फिर हम डॉकिंग कर सकते हैं जैसे मैंने कहा एंजाइम रिसेप्टर को दवा डॉक करें और देखें कि वे कैसे डॉक करते हैं हम रिसेप्टर मैपिंग को देख सकते हैं फिर हम मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध अध्ययन कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि संरचनात्मक संरचना जो देती है गतिविधि क्या हम संरचनात्मक सुविधाओं और गतिविधि के बीच एक गणितीय संबंध प्राप्त कर सकते हैं जो अध्ययन का 1 प्रकार है हम इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं तो इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके कई चीजें की जा सकती हैं इसलिए कम्प्यूटेशनल टूल का उपयोग करके हम आगामी कक्षाओं में उन सभी को देखने जा रहे हैं इसलिए आणविक मॉडलिंग के लिए अलग अलग कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोण हैं एक को force field based approach कहा जाता है दूसरे को quantum mechanics दृष्टिकोण कहा जाता है force field based approach सबसे आसान है इसके लिए बहुत अधिक कंप्यूटर संसाधनों जटिलताओं की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन हम force field based approach का उपयोग करके मापदंडों के केवल कुछ सेट प्राप्त कर सकते हैं हम structural properties प्राप्त कर सकते हैं जिसका अर्थ है 3 dimensional structure हम अणु का आकार प्राप्त कर सकते हैं हम अणु के diffusion coefficient को देख सकते हैं इन सभी को force field based approach कहा जाता है तो यहाँ molecular mechanics tools हैं अन्य दृष्टिकोण quantum mechanics पर आधारित है यहाँ quantum mechanics based approach में हम एक bond को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को देख सकते हैं bond thermochemical calculations electronic calculations optical calculations बना सकते हैं तो हम quantum mechanics approach का उपयोग करके ये सब कर सकते हैं force filed based approach or molecular mechanics based approach में रहते हुए हम इस प्रकार की गणना नहीं कर सकते क्योंकि इन गणनाओं में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा शामिल होती है यहां हम केवल structural features कर सकते हैं हम अणु के आकार को देख सकते हैं हम diffusion coefficient को देख सकते हैं हम minimum energies को देख सकते हैं quantum mechanics में फिर से हमारे पास विभिन्न प्रकार के quantum mechanics हैं semi empirical quantum mechanics यह quantum mechanics का थोड़ा आसान संस्करण है अन्य एक initio quantum mechanics है जो detailed quantum mechanics है अब initio में हमारे पास 2 प्रकार हैं घनत्व फ़ंक्शन अप्रोच Hartree Fock approach और फिर जैसे ही आप नीचे जाते हैं यह सहसंबद्ध post Hartree Fock approach हो जाता है तो quantum mechanics में electrons nucleus interaction energies को देखना शामिल है और quantum mechanics में फिर से आपके पास सरल संस्करण है जिसे semi empirical कहा जाता है और अधिक विस्तृत संस्करण जिसे ab initio methods कहा जाता है इसलिए हम अणु के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम गणना में जटिलता में नीचे जाते हैं यदि आप एक प्रोटीन के लिए एक बंधन के बंधन को देखना चाहते हैं तो हम quantum mechanics में नहीं जाते हैं हम आम तौर पर बल क्षेत्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं क्योंकि force field approach परमाणुओं की अधिकता को संभाल सकता है जबकि quantum mechanics केवल 100 परमाणु का संचालन कर सकता है जहां आप जाते हैं initio प्रकार के तरीकों से आप केवल 10s परमाणुओं को संभाल सकते हैं अतः अणु के आकार के आधार पर आप जो डेटा चाहते हैं उसके आधार पर हम यह तय करते हैं कि हमें किस प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता है लेकिन अगर आप bond formation bond breaking electronic energy में रुचि रखते हैं तो हम इसे force field approach द्वारा नहीं कर सकते हैं जो हमें quantum mechanics approach से करना है इसलिए यदि आप ligands के docking में रुचि रखते हैं यदि आप diffusion coefficient को देखने में रुचि रखते हैं यदि आप molecular dynamic type के अध्ययनों को देख रहे हैं यदि आप confirmations को देख रहे हैं तो अणु ले सकते हैं Field approach or molecular mechanics प्रकार के दृष्टिकोण को करना काफी अच्छा है क्योंकि यह सरल है यह तेज है इसलिए complexity computational resource requirement इस रेखा के नीचे जाते ही बनी रहती है इसलिए हम इस बल क्षेत्र और molecular mechanics approach पर अधिक समय और अन्य quantum mechanics approach पर कम समय खर्च करेंगे 2 प्रमुख कम्प्यूटेशनल तरीके जैसा कि मैंने कहा एक को quantum mechanics कहा जाता है दूसरे को molecular mechanics or force field कहा जाता है H ψ E ψ तो क्वांटम यांत्रिकी क्या है अणुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों को माना जाता है इसलिए यह इलेक्ट्रॉनों के nucleus giant quantum physics problem को अलग करता है कई अनुमानों की आवश्यकता होती है क्योंकि अगर मैं अणु करने जा रहा हूं जिसे बहुत सारे परमाणु मिल गए हैं तो मैं quantum mechanics में बहुत गहराई तक नहीं जा सकता इसलिए मुझे कई अनुमानों का उपयोग करना होगा इन समस्याओं को आकर्षित करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है nuclear or motionless जिसका अर्थ है कि हम नाभिक ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से चलते हैं हम केवल सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों पर विचार कर सकते हैं जो bond बनाते हैं हम अंदर इलेक्ट्रॉनों की उपेक्षा करेंगे जैसे कि आप जानते हैं तो जैसे quantum mechanics में मैंने कहा था कि हमारे पास इनिटियो विधि है जो पहले सिद्धांतों से बहुत कठोर है कोई भी संग्रहीत पैरामीटर या डेटा छोटे अणुओं तक सीमित नहीं होता है अर्ध अनुभवजन्य तेजी से कम सटीक बड़े अणुओं पर इस्तेमाल किया जा सकता है ये तरीके हैं MNDO AM1 PM3 आप अक्सर इन नामों पर आएंगे यह आणविक कक्षीय ऊर्जा आंशिक शुल्क इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता द्विध्रुवीय क्षणों के लिए उपयोगी है इसलिए हम इन सभी चीजों की गणना के लिए अर्ध आनुभविक तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं ये तब बहुत उपयोगी होते हैं जब आप इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि लिगैंड कैसे जाता है और सक्रिय स्थल में bind कर सकता है इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों को जानना चाहते हैं हम आंशिक शुल्क जानना चाहते हैं इन सभी जानकारी को वास्तव में इससे प्राप्त किया जा सकता है अब इनिटियो विधि में कोई संग्रहीत पैरामीटर नहीं हैं जबकि अर्ध अनुभवजन्य विधि कुछ पैरामीटर मानती हैं जिससे यह गणना को बहुत सरल बना देता है तो यह क्वांटम यांत्रिकी विधि 2 divisions में है ab initio और दूसरा semi empirical है ab initio बहुत अधिक विस्तृत है जबकि हम केवल छोटे के लिए बहुत सारे परमाणुओं के लिए नहीं कर सकते हैं अन्य semi empirical है हम semi empirical तरीकों से बहुत कुछ कर सकते हैं यह बहुत initio तरीकों और इतने से तेज है दूसरा दृष्टिकोण हम इस बारे में अधिक बात करने जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लिगेंड प्रोटीन डॉकिंग आणविक यांत्रिकी के माध्यम से मुख्य रूप से किया जाता है वे निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं यह nucleus and electrons को अनदेखा करता है और वे कणों की तरह परमाणु में ढल जाते हैं तो यह balls की तरह है वे आकार में गोलाकार होते हैं माप या सिद्धांत से प्राप्त radius और सिद्धांत से प्राप्त net charge होता है वे आकार में गोलाकार हैं उनके पास चार्ज है इंटरैक्शन स्प्रिंग्स पर आधारित हैं इसलिए Hooke's law आता है ऊर्जा डेल्टा x वर्ग के समानुपाती होती है डेल्टा x spring length में परिवर्तन है इसलिए इंटरैक्शन springs and classical potentials पर आधारित होते हैं जो Hooke's law हैं इंटरैक्शन परमाणुओं के विशिष्ट सेट के लिए pre assigned किए गए हैं इसलिए हमारे पास कार्बन कार्बन इंटरैक्शन है हमें अलग अलग constant values मिलेंगे कार्बन नाइट्रोजन का अलग अलग निरंतर मूल्य होगा इत्यादि इंटरैक्शन परमाणुओं और उनकी ऊर्जा के spacial distribution का निर्धारण करते हैं इसका मतलब है कि अगर कुछ bonds pull या कुछ बॉन्ड push हो जाते हैं तो कुछ बॉन्ड मुड़े हुए हो जाते हैं इसलिए हमारे पास अणुओं को ले जाने की अलग अलग पुष्टि होगी यही वह स्थानिक वितरण पर है इसलिए 2 प्रकार की तकनीकें molecular mechanics और दूसरी एक quantum mechanics है Quantum mechanics इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस को अलग करता है क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास 2 प्रकार के अब इनिटियो और सेमी एम्पिरिकल हैं सेमी एम्पिरिकल क्वांटम यांत्रिकी का आसान संस्करण है जो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी निर्धारित कर सकता है लेकिन यह कुछ मापदंडों संग्रहीत मापदंडों को मानता है यह कई पहलुओं की उपेक्षा करता है जो अब इनिटियो में माने जाते हैं Ab initio केवल 10s परमाणुओं के लिए अच्छा है हमारे molecular modeling में हम शायद ही कभी initio का उपयोग करते हैं हम आम तौर force field or molecular mechanics method और semi empirical method का थोड़ा उपयोग करते हैं molecular mechanics methods परमाणु को एक गेंद के रूप में ग्रहण करती हैं यह nucleus and electrons और स्प्रिंग्स के रूप में बांडों को नहीं देखता है इसलिए springs stretch जाते हैं स्प्रिंग्स झुक जाते हैं और स्ट्रेचिंग और झुकने के पहलुओं के कारण interactions हो सकती है तो 2 प्रकार आणविक यांत्रिकी दृष्टिकोण या बल क्षेत्र दृष्टिकोण अन्य एक को क्वांटम यांत्रिकी कहा जाता है क्वांटम यांत्रिकी में हमारे पास ab initio और semi empirical method है Force field approach जैसा कि मैंने कहा कि हम Force field approach पर बहुत समय का उपयोग करके इसे समझने जा रहे हैं इसका उपयोग संरचना की गणना करने के लिए किया जाता है हम अणु की 3 dimensional structure conformations dynamics प्राप्त कर सकते हैं हम molecular dynamics कर सकते हैं हम diffusion coefficient की गणना कर सकते हैं हम कुल ऊर्जा की गणना कर सकते हैं न्यूनतम ऊर्जा की ऊर्जा क्या है हम एन्ट्रापी मुक्त ऊर्जा प्रसार की गणना कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं से संबंधित कोई भी संपत्ति molecular mechanic's approach से नहीं की जा सकती है विद्युत चालकता ऑप्टिकल चालकता चुंबकीय गुण बल क्षेत्र गणना से सुलभ नहीं हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन और नाभिक में अंतर नहीं करता है यह एक परमाणु को एक गेंद के रूप में मानता है तो हम ऊर्जा की गणना आकार प्रसार अनुरूपता कर सकते हैं लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता है force field approach energy में 4 शब्द हैं स्ट्रेचिंग एनर्जी इसका मतलब है कि अगर आपके पास बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रेच हो सकता है या इसे कंप्रेस किया जा सकता है झुकने वाली ऊर्जा अगर 2 bonds 3 atoms 2 bonds हैं तो झुका जा सकता है तीसरा torsion energy है तीसरे आयाम में torsion energy की तरह है और चौथा गैर non bonded interaction है van der Waals forces की वजह से परमाणुओं के बीच interaction हो सकती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों से जुड़े नहीं हैं Energy Stretching energy Bending energy Torsion energy Non bonded interaction energy अतः एक अणु की ऊर्जा 4 शब्दों से बनी होती है ऊर्जा खींचती है bond खिंच जाता है या compress हो जाता है Bending energy यदि 2 bonds के साथ 3 परमाणु हैं और एक झुकता है torsion तीसरे आयाम में परिवर्तन है चौथा non bonded interaction energy है विभिन्न प्रकार के बल क्षेत्र हैं इसलिए कार्बनिक अणुओं के लिए बल क्षेत्र हैं प्रोटीन के लिए हम इसे जिओलाइट्स जैसे अकार्बनिक अणुओं के लिए देखेंगे निश्चित रूप से कुछ universal force fields और इतने पर हैं और इसलिए कई अलग अलग सॉफ़्टवेयर हैं कई अलग अलग बल फ़ील्ड हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके पास किस प्रकार के पैरामीटर हैं इनमें से प्रत्येक बल फ़ील्ड किस प्रकार के हैं तो हम अणु की ऊर्जा 4 शब्दों से बना है e stretching bond stretching bending torsion non bonded interactions इसलिए हम इनमें से हर एक शब्द को अब और विस्तार से देखेंगे पहला इसे देखें मान लें कि 3 bonds के साथ 4 परमाणु या 4 गेंदों के साथ एक अणु है इसलिए यह bond खींच रहा है bond अंदर धकेल दिया जाता है इसलिए दोनों हो सकते हैं डेल्टा x बॉन्ड की लंबाई plus या minus में परिवर्तन है लेकिन जब आप ऊर्जा की गणना करते हैं जैसे कि मैंने कहा कि यह Hooke's law पर आधारित है तो यह डेल्टा x वर्ग बन जाएगा कोण झुकना इसलिए यदि हमारे पास 3 गेंदें या 3 परमाणु हैं जो 2 स्प्रिंग्स या 2 बांडों से जुड़े हैं तो हम कर सकते हैं कोण यहाँ झुका जा सकता है इसलिए ऊर्जा है अब हमारे पास torsion है मान लीजिए आप इन 3 परमाणुओं को देखते हैं third dimension में मुड़ते हैं जिसे मरोड़ ऊर्जा कहा जाता है चौथे को non bonded interaction कहा जाता है इस अणु को देखें ये 2 किसी भी बंधन के माध्यम से नहीं जुड़े हैं लेकिन electrostatic charges van der Waals forces के कारण कुछ interaction हो सकती है जिसे non bonded interactions कहा जाता है तो एक अणु में 4 प्रकार के ऊर्जा शब्द हो सकते हैं यहाँ bond stretching the bond angle bending the torsion the non bonded interaction इसलिए यदि आप उनमें से प्रत्येक के लिए mathematical relationship रखते हैं और हम इन सभी को जोड़ते हैं हमें एक अणु की कुल ऊर्जा जान सकते हैं कई bond stretching हो सकते हैं कई angle bending हो सकते हैं कई torsion हो सकते हैं कई non bonded interactions हो सकती हैं जो संभव हैं इसलिए हम इन गणितीय शब्दों में से हर एक को देखेंगे पहले bond stretching है यह Hooke's law पर आधारित है जैसा मैंने कहा इसलिए ऊर्जा केबी के बराबर है केबी एक स्थिर है हमारे पास r r0 वर्ग है r दूरी है r0 वह संख्या है जिसकी दूरी होगी या बांड की लंबाई संतुलन पर होगी इसलिए r0 से r वर्ग में यह बदलाव ऊर्जा में योगदान देगा जो निरंतर kb है यह योग है E ∑ kb 2 bonds उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो 2 carbon ethane carbon carbon लेकिन जब मैं propane की तरह एक और carbon में डालता हूं तो दूसरा carbon butane जिसकी लंबाई स्थिर नहीं होगी यह stretch हो सकता है ठीक है यह r हो सकता है जबकि r0 संतुलन में दूरी हो सकती है जब इसे खींचा नहीं जाता है इसलिए यह वर्ग क्योंकि Hooke's law जैसा मैंने कहा था कि kb पर डेल्टा x वर्ग kb एक constant है इसलिए मुझे kb जानने की आवश्यकता है मुझे ऊर्जा की गणना करने के लिए r0 जानने की आवश्यकता है अब यह r0 इस बात पर निर्भर करता है कि इनमें से प्रत्येक परमाणु क्या हैं उदाहरण के लिए मेरे पास carbon carbon carbon nitrogen carbon oxygen carbon sulfur हो सकता है इसलिए r0 बदल सकता है और केबी भी बदल सकता है और इसके अलावा कार्बन कार्बन की दूरी समान नहीं होगी आपके पास कार्बन कार्बन sp3 हो सकता है जिससे कुछ दूरी होगी हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है जिसे हम sp2 कहते हैं वह दूरी r0 भिन्न हो सकती है हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है जिसे हम sp कहते हैं वह दूरी अलग है इसलिए मुझे एक डेटाबेस की आवश्यकता है जिसमें ये सभी जानकारी हो इसलिए जब मैं एक संरचना तैयार करता हूं तो सॉफ्टवेयर को यह पता लगाना चाहिए कि यह किस प्रकार का कार्बन कार्बन है और फिर यह सही r0 और सही kb को उठाएगा और ऊर्जा की गणना करेगा इसलिए मुझे बहुत सारे मापदंडों की आवश्यकता है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं मापदंडों इसलिए आणविक यांत्रिकी को बहुत सारे मापदंडों की आवश्यकता होती है जैसे मैंने कहा न केवल कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन सल्फर लेकिन कार्बन कार्बन के भीतर हमारे पास sp3 कार्बन एलिफैटिक में कार्बन कार्बन aromatic में कार्बन कार्बन और 5 सदस्यीय रिंग में कार्बन कार्बन हो सकता है इसलिए उनमें से हर एक में अलग अलग r0 अलग अलग kb होंगे इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन एक ether bond हो सकता है एक ketone bond हो सकता है एक benzene ring में हो सकता है 5 membered ring में हो सकता है इसलिए आपके पास अलग अलग स्थिति के लिए r0 और kb के लिए अलग अलग मूल्य होंगेतो मुझे उस के एक big database की आवश्यकता है और जिसे parameterization कहा जाता है इसलिए मुझे parameters की आवश्यकता है इसलिए प्रत्येक सॉफ्टवेयर में litrature से लिए गए मापदंडों के अलग अलग सेट हो सकते हैं कुछ सॉफ़्टवेयर कुछ पैरामीटर को अनदेखा कर सकते हैं इसलिए जब आप विभिन्न बल क्षेत्र चलाते हैं तो मुझे विभिन्न ऊर्जा मूल्य मिलेंगे इसलिए अगर मैं अणुओं के एक सेट के लिए गणना कर रहा हूं तो बल क्षेत्र को न बदलें एक ही बल क्षेत्र का उपयोग करें अन्यथा आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे क्यों कि आपके पैरामीटर का मान शायद अलग अलग हो सकता है जिसके आधार पर उन्होंने साहित्य लिया और कुछ सॉफ़्टवेयर कुछ प्रकार की स्थितियों या वातावरण को अनदेखा कर सकते हैं इसलिए हम हमेशा विभिन्न energy values को प्राप्त करेंगे इसलिए हम इन आणविक यांत्रिकी और बल क्षेत्र आधारित ऊर्जा पर अधिक जारी रखेंगे आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद